कोशिका संवर्धन तकनीक की व्याख्यान श्रृंखला में वापस आपका स्वागत है तो हम आठवें हफ्ते का दूसरा लेक्चर शुरू कर रहे हैं तो हमारी पिछली योजना को जारी रखते हुए हम कृत्रिम तंत्र में मांसपेशियों द्वारा उत्पन्न बल को माप रहे हैं और यहाँ जो कृत्रिम प्रणाली है वो माइक्रो कैंटिलीवर प्रणाली है अभी तक हमने माइक्रो कैंटिलीवर के विकास के बारे में बात की है हम इसे कैसे करते हैं और जो हमे मिलता है वो ये माइक्रो कैंटिलीवर प्लेटफॉर्म है तो अब आप कल्पना कीजिये कि ये एक स्विमिंग पूल है जिसमें कई डाइविंग बोर्ड हैं इस तरह से हम सिर्फ समझने के लिए 3 ही बना रहे हैं ताकि यहाँ भीड़ ना हो लेकिन ये 20 40 100 भी हो सकते हैं ये चौथा वाले को आप वास्तव में देख नहीं सकते हैं इसका 3डी परिप्रेक्ष्य बना लेते हैं और ये इस तरह लग रहा है और हमने आपको बताया था कि इसमें गहराई है और लंबाई है जो आपके नियंत्रण में है और ये इसकी मोटाई है यह मोटाई बहुत महत्वपूर्ण है जिसके बारे में हम बात करेंगे कि मोटाई महत्वपूर्ण क्यों है तो एक माइक्रो कैंटिलीवर सिस्टम इस तरह का दिखता है अब कैंटिलीवर की मोटाई तय करती है की ये कितना लचीला होगा दूसरे शब्द में ये कैंटिलीवर उस डाइविंग बोर्ड की तरह है जिसका उदाहरण हमने आपको दिया था जहां इस तरह से दोलन यानि ओसीलेशन होता है तो इस जोड़ पर जो दोलन शक्ति है और ये कितना ऊपर नीचे चलने वाला है वो इस बात पर निर्भर करेगा कि संरचना कितनी कठोर है या कितनी मोटी है या कितनी पतली है संरचना जितनी पतली होगी उतनी बेहतर गति आपको दिखाई देगी और यही कारण है कि यह मोटाई मायने रखती है अब हम उदाहरण के लिए एक केस अध्ययन करते हैं हम कंकाल की मांसपेशी से उत्पन्न बल को मापना चाहते हैं तो फिर से हम कंकाल मांसपेशी के जीव विज्ञान को देखते हैं तो आपके पास संवर्धन में ये मांसपेशियों की कोशिकाओं है जैसा कि हमने आपको बताया था कि वे विभाजित होते हैं और विभाजन के बाद इस तरह संरेखित हो जाते हैं और संरेखण के बाद उनका इस तरह विलय हो जाता है और वे अपनी व्यक्तिगत पहचान खो देती हैं ये वो हिस्सा है जो एक साथ मिल जाता है और वे इस तरह की संरचना बनाते हैं जिसे मायोट्यूब कहा जाता है और ये मायोट्यूब अनिवार्य रूप से मांसपेशियों की सबसे छोटी इकाई हैं तो यदि आप मांसपेशियों द्वारा उत्पन्न बल या संकुचन बल को माप लेते हैं तो आपको मांसपेशियों के व्यवहार के बारे में काफी अच्छी जानकारी मिल सकती है अब एक तरीका ये है कि मांसपेशियों की कोशिकाओं से मायोट्यूब बनाने की इस पूरी प्रक्रिया को आप कैंटिलीवर पर पूरी कर सकते हैं तो अनिवार्य रूप से हम ये करते हैं कि कोशिकाओं को इनके ऊपर रख देते हैं और ये जो पीली दिखने वाली हैं वो कोशिकाओं हैं इन कोशिकाओं का इस तरह विभाजन होगा और अंततः वे मायोट्यूब का रूप ले लेंगी इस तरह वे मायोट्यूब बना लेंगी जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं मायोट्यूब में संकुचन होता है और जैसे ही ये मायोट्यूब बनती हैं उनमे संकुचन शुरू हो जाता है दूसरे शब्दों में कहें तो मायोट्यूब में ऐक्टिन और मायोसिन तंतुओं की स्लाइडिंग होती है जिससे संकुचन होता है एक बार इन मायोट्यूब में संकुचन शुरू होता है जो कि इस तरह से होता है तो ये संकुचन बल उत्पन्न करता है जब इस मांसपेशी का संकुचन हो रहा है तो इसका सादृश्य ऐसा ही है जैसा कि हमने आपको यहां दिखाया था जब व्यक्ति डाइविंग बोर्ड पर इस तरह करता है तो इस डाइविंग बोर्ड में इस तरह से दोलन होने लगता है तो यदि यह सादृश्य आप यहां समझ चुके हैं तो दूसरा सादृश्य है जो हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं जिसमें संकुचन करते समय मांसपेशी इस कैंटिलीवर को ऊपर नीचे ले जाएगी या ये कैंटिलीवर ऊपर नीचे जायेगा तो यह केवल इस तरह ऊपर और नीचे जायेंगे और इस प्रकार इनमे मायोट्यूब द्वारा उत्पन्न बल के अनुपात में दोलन होगा इसलिए मायोट्यूबों द्वारा उत्पन्न बल के आधार पर एक निश्चित प्रकार का दोलन होगा जो यहां हो रहा होगा अब जबकि यह दोलन हो रहा है तो आप 2 चीजों को सहसंबंधित कर सकते हैं ये जो दोलन उत्पन्न होता है वो बल के सीधे अनुपात में है ये 2 शब्द साथ साथ हैं अब जबकि यह घटना हो रही है तो यदि आप किसी तरह से इसे माप सकते हैं उदाहरण के तौर पर यदि आपके पास ये कैंटिलीवर है और आप किसी तरह से दोलन के समय बदलने वाले कोण को माप सकते हैं अगर हम यहाँ बेसलाइन खींच देते हैं और यदि ये हमारी बेसलाइन है तो जब इसमें दोलन होगा तो अगला चरण कुछ इस तरह का होगा जब ऐसा होगा तो यहां कोण का बदलाव होगा जो हम थीटा से व्यक्त करते हैं और फिर ये वापस चला जाता है तो यह नीचे आया और वापस मूल स्थिति में चला गया ये फिर से झुकता है और वापस चला जाता है फिर से झुकता है और वापस चला जाता है फिर से झुकता है और वापस चला जाता है अगर आप बार बार इस थीटा कोण को मापते हैं तो काफी हद तक इसके ना बदलने की संभावना है लेकिन यदि इसमें थोड़ा बदलाव आता है तो आप इन थीटा कोण का औसत ले सकते हैं एक बार जब आप थीटा कोण का औसत निकाल लेते हैं तो आप एक समीकरण का उपयोग कर सकते हैं जिसे स्टोनीज़ समीकरण कहा जाता है स्टोनीज़ समीकरण को लंबे समय पहले उन्नीसवीं शताब्दी की शुरुआत में विकसित किया गया था हम इसे आप के लिए छोड़ रहे हैं इसके बारे में आप खुद पढ़ सकते हैं आप स्टोनीज़ समीकरण में थीटा के नंबर को लिख सकते हैं और आप अनिवार्य रूप से स्टोनीज़ समीकरण के माध्यम से मायोट्यूब पर या मायोट्यूब द्वारा उत्पन्न बल को माप सकते हैं और यदि आप इस बल की वापस से गणना कर सकते हैं और यदि आप इसको एक्सट्रापोलेट करते हैं तो आप देखेंगे कि ये उत्पन्न हुए बल के लगभग बराबर होगी यह संख्या जो आपको मिलेगी वो एक निर्धारित आयाम के मायोट्यूब के लिए है अब यदि आप इसके द्वारा उत्पन्न बल का एक्सट्रपलेशन करते हैं तो आप एक मांसपेशी द्वारा उत्पन्न किये गए बल का निकट अनुमान लगा सकते हैं अब आपको ये समझने की ज़रूरत है कि यह इतनी आसान तकनीक नहीं है और जब आपके पास ये इस तरह की जगह होती है तो बहुत सीमित मात्रा में मीडियम वहां रखा जा सकता है और इसके लिए बहुत सारा अनुकूलन और बहुत सारी प्रक्रिया करने की ज़रूरत पड़ती है और दूसरी चुनौती यहाँ ये है कि आप किसी भी तरह से मायोट्यूब को यहां बनने से रोक नहीं सकते हैं क्यूंकि इसकी दूरी है और गहराई इतनी कम है कि मायोट्यूब नीचे आ सकती हैं और कैंटिलीवर को चलने से रोक सकती हैं आप इससे कैसे बच सकते हैं जिस तरीके से आप इससे बच सकते हैं वो ये है कि आप इस सतह पर किसी पदार्थ का लेप बना दीजिये या स्प्रे कर दीजिये जो कि कोशिकाओं का विकास नहीं होने देगा आप ये परत तब बनाएंगे जब मास्क पहले से ही होगा और आप ये परत इस तरह बना दीजिये कि इन दीवारों पर या इन सतहों पर कुछ भी उग ना सके इस तरह आप ये सुनिश्चित करते हैं कि ये सतह साइटो फोबिक बन जाएं जिससे वो इन सतहों पर उग नहीं पाती हैं और समानांतर रूप से आप इन सतहों को किसी ऐसे पदार्थ से लेप करते हैं जो कोशिकाओं के विकास की अनुमति देगा अब आपके पास कैंटिलीवर हैं जो कोशिकाओं के विकास को बढ़ावा देंगे और आपके पास पृष्ठभूमि है जो विकास को रोकेगी यदि आप ये हासिल कर लेते है कि तो यकीनन आप पैटर्नड माइक्रो कैंटिलीवर पा लेंगे और ये पैटर्नड माइक्रो कैंटिलीवर माइक्रो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम के मुद्दे को संबोधित करने के लिए बहुत शक्तिशाली उपकरण है तो यहां आप केवल इसका यांत्रिक हिस्सा देख रहे हैं और हम जल्द ही इसके विद्युतीय हिस्से के बारे में बात करेंगे तो अब वापस हम हमारे उद्देश्य पर जाते हैं और हमारा उद्देश्य है कृत्रिम तंत्र में कंकाल मांसपेशियों हृदय सम्बंधित पेशियों या चिकनी पेशियों द्वारा उत्पन्न बल को मापना जो कि माइक्रो कैंटीलिवर सिस्टम है इसलिए हमने यहां इन दो लेक्चर में जो सीखा है वो है कि आधुनिक माइक्रो फैब्रिकेशन तकनीक का उपयोग कैसे किया जाता है आप माइक्रो कैंटीलिवर विकसित कर सकते हैं यहां ये माइक्रो कैंटिलीवर का निर्माण है जिसके बाद आप कैंटिलीवर पर पैटर्न बना लेते हैं और पैटर्न बनाने के बाद आपके पास एक बहुत ही परिमित स्थान होता है जो विशेष रूप से कैंटिलीवर की सतह पर होता है और जहां आप कोशिकाओं को विकसित कर सकते हैं और आपके सामान्य सब्सट्रेट के आधार पर उन माइक्रो कैंटिलीवर पर मायोट्यूब बनने चाहिए और एक बार मायोट्यूब बन जाते हैं तो आपको उन्हें देखने के लिए निश्चित रूप से माइक्रोस्कोप की जरूरत होगी और अब वो चरण है जहाँ आपको आधुनिक माइक्रोस्कोप की जरूरत होगी जैसा कि हमने आपको बताया था और इस प्रकार के ज़्यादातर कैंटिलीवर सिलिकॉन सब्सट्रेट पर या पीडीएमएस सब्सट्रेट पर बनाए जाते हैं तो कई तरह के पोलीमर होते हैं जिनका उपयोग किया जा सकता है और पीडीएमएस पॉली डाई मिथाइल सिलोक्सेन उन्हीं में से एक है जिसका उपयोग इस कैंटिलीवर को बनाने के लिए किया जा सकता है आप उन्हें शुद्ध सिलिकॉन सब्सट्रेट्स पर बना सकते हैं हमने व्यक्तिगत रूप से इसे शुद्ध सिलिकॉन सब्सट्रेट्स पर विकसित किया है तो आपके पास मास्क है आप सिलिकॉन के ब्लॉक को ले लीजिये उस पर आप मास्क रख दीजिये उसके बाद आप जैसी कैंटिलीवर संरचना चाहते हैं और पूरी सतह को जितनी मोटाई के स्तर तक ले जाना चाहते हैं उतना एचिंग के माध्यम से बना लीजिये और आप इस संरचना का उपयोग कोशिकाओं को विकसित करने के लिए करते हैं ताकि ये कोशिकाएं सभी जगह बेतरतीब ढंग से विकसित न हों अब आपको इन्हें इस तरह से रखना होगा कि इन्हें पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व मिलते रहे और एक बार जब वे माइक्रो कैंटिलीवर पर विकसित हो जाते हैं तो आपको इस तरह का सेटअप तैयार करना है जिसके आधार पर आप उत्पन्न हो रहे बल को माप सकें अब वो सेटअप किस तरह का होता है और किस तरह बनाया जाता है इसके बारे में अभी हमने बात नहीं की है हमने आपको बताया है कि आपको झुकाव को मापना है तो आप झुकाव को कैसे मापते हैं तो हम अगले लेक्चर में इस बारे में बात करेंगे कि आप उस सेटअप को कैसे तैयार करते हैं बहुत बहुत धन्यवाद